साक्षात्कारकर्ता हेलो आपका नाम साक्षात्कारदाता देवदत्त दास l साक्षात्कारकर्ता देवदत्त दास l साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता देवदत्त क्या आप अपना छोटा सा परिचय मुझे दे सकते हैं साक्षात्कारदाता मैं कोलकाता से हूं और पुणे के सिंबायोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट से इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूं मुझे करीब 3 महीने हो गए हैं और मुझे काफी मजा आ रहा है यह कोर्स मुझे बिज़नेस के कई आयामों को समझने और असल जिंदगी की समस्याओं से निपटने और उनका समाधान करने में मदद कर रहा है साक्षात्कारकर्ता क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूं साक्षात्कारदाता हां मैं 26 साल का हूं साक्षात्कारकर्ता 26 साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता देवदत्त हम मूलतः आईटी के समाधान पर काम कर रहे हैं हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब लोग लिखते हैं तो इसके चारों और कौन सी क्रियाएं होती है तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करुंगा साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता आपके हिसाब से आप प्रायः कितना लिखते हैं साक्षात्कारदाता मैं अक्सर तो नहीं लिखता क्योंकि आजकल अधिकतर लैपटॉप पर टाइपिंग होती है पर मैं अपने विचार और भावनाएं हमेशा सही उपकरण के उपलब्ध ना होने के कारण लिखता हूं तो मेरे विचार में वर्तमान स्थिति में इनको लिखने के लिए कागज़ और पेन ही सबसे अच्छा है साक्षात्कारकर्ता तो आप कह रहे हैं कि आप ज्यादातर नहीं लिखते जब तक आपके पास कुछ विचार नहीं होते हैं साक्षात्कारदाता अधिकतर मैं अपने साथ अपनी डायरी रखता हूं और उसमें लिखता हूं साक्षात्कारकर्ता तो अधिकतर आप डायरी में लिखते हैं साक्षात्कारदाता हां परंतु कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां में अपना बैग लेकर नहीं जा सकता हूं इसलिए मैं अपने मोबाइल फोन पर लिख लेता हूं उस समय यह बहुत ही सुविधाजनक होता है परंतु रोजाना लिखने के लिए लैपटॉप इतना सुविधाजनक नहीं होता है साक्षात्कारकर्ता तो मोबाइल फोन में क्या आप कुछ एप्लीकेशंस का प्रयोग करते हैं साक्षात्कारदाता मैं एक एप्लीकेशन नोट का प्रयोग करता था साक्षात्कारकर्ता नोट साक्षात्कारदाता उसके बाद मैंने कुछ मोबाइल बदले और फिर मैंने उसमें कोई ऐप नहीं डालें मैं अब मोबाइल पर मैसेज में लिख लेता हूं उस पर कोई भी नंबर डालकर ड्राफ्ट बॉक्स मैं सेव कर लेता हूं साक्षात्कारकर्ता तो क्या अब आप जैसा आपने पहले कहा नोट बुक या डायरी लेकर चलते हैं साक्षात्कारदाता हां कक्षा में मैं हमेशा ऐसा करता हूं साक्षात्कारकर्ता कक्षा में साक्षात्कारदाता हां मैं हमेशा करता हूं पर मेरे ज्यादातर मित्र कॉपी वगैरह साथ लेकर चलते हैं साक्षात्कारकर्ता रिकॉर्ड साक्षात्कारदाता हां वे अधिकतर लैपटॉप में टाइप करते हैं और उन्हें यह ठीक लगता है परंतु व्यक्तिगत तौर पर मैं अभी भी कागज़ पर लिखना पसंद करता हूं साक्षात्कारकर्ता तो आपका क्या ख्याल है आपने बताया कि आप अपने साथ एक डायरी लेकर चलते हैं तो आप उसका प्रयोग कितनी बार करते हैं साक्षात्कारदाता मैं हर कक्षा में उसका प्रयोग करता हूं में हर चीज को लिख लेता हूं पहले मैं मोबाइल फोन पर लिखता था परंतु आजकल मैं लिखना पसंद करता हूं क्योंकि मैं मोबाइल अक्सर बदलता हूं और इसके कारण कभी कभी डाटा गुम इत्यादि हो जाता है इसलिए मैं अपने पास एक प्रति रखता हूं और कभी कभी उन पन्नों की तस्वीर भी खींच कर रख लेता हूं और उन्हें ड्राइव पर डाल देता हूं साक्षात्कारकर्ता अच्छा साक्षात्कारदाता तो ऐसा हमेशा होता है साक्षात्कारकर्ता तो आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप मूलतः जो डायरी में लिखते हैं उसकी तस्वीर खींच लेते हैं साक्षात्कारदाता बिल्कुल क्योंकि डायरी में मैं कभी कभी चित्र भी बना सकता हूं कभी कभी जब मैं लिखता हूं तो ऐसा होता है कि मेरे पास सब कुछ लिखने का समय नहीं होता है तो चित्र बनाकर मैं उसे किसी सूची से जोड़ देता हूं जिससे वह जरूरत पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो जाए तो मैं यह लिखता हूं साक्षात्कारकर्ता अब आप हमको परीक्षा के लिए तैयारी करने की अपनी प्रक्रिया के बारे में बताइए कल्पना कीजिए कि आपकी परीक्षा कल है और आपने आज ही रात से तैयारी करनी शुरू करी है तो क्या आप उसके बारे में हमें बता सकते हैं साक्षात्कारदाता हां सबसे पहले यह जानना जरूरी है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मुझे सिलेबस पता हो क्या पूछा जाने वाला है किस श्रेणी के प्रश्न आएँगे साक्षात्कारकर्ता तो मूलतः आप यह जानना चाहते हैं कि आप क्या करने वाले हैं साक्षात्कारदाता हां पहले उन सब को जानना और उसके बाद मैं इंटरनेट पर उनके द्वारा पूछे जाने वाला सबसे सामान्य प्रश्न क्या है ढूंढ लूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम समय है जिसमें कि मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकता हूं साक्षात्कारकर्ता सही बात साक्षात्कारदाता फिर मैं सारी जरूरी अवधारणाओ को यूट्यूब पर देख लेता हूं क्योंकि मेरी आदत है पढ़ने के बजाय वीडियो द्वारा सीखने की साक्षात्कारकर्ता तो मूलतः आपके लिए तैयारी करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन इंटरनेट है साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता यूट्यूब के वीडियो साक्षात्कारदाता हां अधिकतर यूट्यूब के वीडियो और इंटरनेट साक्षात्कारकर्ता क्या आप अपने द्वारा बनाए गए किसी भी प्रकार के नोट्स या आपके दोस्त द्वारा दिए गए नोट्स का भी प्रयोग करते हैं साक्षात्कारदाता हां जैसे आज कल मैं रोज़ाना नोट्स बना रहा हूं परंतु मेरी योजना कभी कभी बदल जाती हैं जैसे कभी कभी मैं नोट्स नहीं बनाता हूं मेरे पास अच्छी पुस्तकें इत्यादि हैं मैं उनमें लिखी महत्वपूर्ण बातें को समझ लेता हूं जब मैं कक्षा 11 12 मैं था तब हमारे पास अच्छी पुस्तकों का संग्रह था साक्षात्कारकर्ता आप ना केवल SIBM के बल्कि अपनी पूरी पढ़ाई के अनुभव से बता सकते हैं की संभवत परीक्षा की तैयारी के लिए आपकी क्या पद्धति थी साक्षात्कारदाता मैं जैसे जैसे बढ़ा हुआ और जबकि अब मैं एमबीए कर रहा हूं तो हमारे पास पुस्तकों का संग्रह है बहुत सारी पुस्तकें हैं इसलिए नोट्स और अध्यापक के पीपीटी इस समय बहुत महत्वपूर्ण है कक्षा 11 व 12 हमारे पास एनसीईआरटी की पुस्तकें होती हैं और हमें पता होता है कि क्या अहम है तो हमें चाहे जो भी हो उसके नोट्स बनाने पड़ते हैं परंतु यहां पर सबकुछ बहुत विस्तृत है साक्षात्कारकर्ता बिल्कुल बहुत विषय है साक्षात्कारदाता हमको कुछ तो शिक्षक के के नोट्स पढ़ने होते हैं जो कि हमारे मुख्य स्रोत होते हैं और उसके बाद यदि समय है और आपकी बहुत अधिक रूचि हो तो आप पुस्तकें पढ़ने पुस्तकालय जा सकते हैं साक्षात्कारकर्ता तो मूलतः आपको शिक्षक के नोट्स कहां से मिलते हैं साक्षात्कारदाता मैं पीपीटी की तस्वीर खींच लेता हूं साक्षात्कारकर्ता किसकी तस्वीर खींच लेते हैं साक्षात्कारदाता पीपीटी साक्षात्कारकर्ता जो शिक्षक ने दिया उसकी साक्षात्कारदाता हां और कभी कभी मैं पीपीटी मांग भी लेता हूं परंतु कई बार शिक्षकों को पीपीटी भेजने में थोड़ा अधिक समय लग जाता है तो उस समय के लिए मैं तस्वीरें ले लेता हूं और सब लिख लेता हूं इस प्रकार मुझे सब मिल जाता है और मैं कक्षा की सामूहिक ड्राइव पर इसे अपलोड कर देता हूं जिससे कि कक्षा के सभी छात्र इन्हें देख सकें साक्षात्कारकर्ता तो सबके लिए एक सामूहिक ड्राइव उपलब्ध है साक्षात्कारदाता हां सबके लिए क्योंकि मैं कक्षा का प्रतिनिधि भी हूं तो मैं यह सब की भलाई के लिए कर रहा हूं मेरा यह सोचना है की कक्षा में क्या पढ़ाया गया है उस पर पकड़ रखना जरूरी है इस प्रकार मैं यह कर रहा हूं साक्षात्कारकर्ता मेरे ख्याल से इतना काफी होगा बहुत बहुत धन्यवाद साक्षात्कारदाता धन्यवाद साक्षात्कारदाता मेरा नाम हीत ठक्कर है मैं मुंबई से हूं और मेरी उम्र 21 वर्ष है मैं सिंबोसिस इंस्टीट्यूट आफ बिज़नेस मैनेजमेंट से इन्नोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप से एमबीए कर रहा हूं साक्षात्कारकर्ता मैं आपसे अध्ययन और लिखने से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा आप प्रायः कितनी बार लिखते हैं साक्षात्कारदाता ना तो अक्सर और ना ही बहुत नियमानुसार परंतु जब कुछ महत्वपूर्ण होता है तो मैं उसे जरूर नोट कर लेता हूं साक्षात्कारकर्ता महत्वपूर्ण से आपका क्या मतलब है क्या वह माहौल जो कक्षा में होता है साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता तो कक्षा में क्या आप लिखने के लिए कोई सामान लेकर जाते हैं साक्षात्कारदाता हां मैं एक नोटबुक लेकर जाता हूं जहां में वह सब लिखता हूं जो मेरे लिए महत्वपूर्ण और उपयुक्त है साक्षात्कारकर्ता अच्छा तो मतलब आप कक्षा में नोटबुक लेकर जाते हैं और यदि आपको लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण है तो आप उसे नोट कर लेते हैं साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता बहुत खूब आपको लगता है की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर लिखना जरूरी होता है उदाहरण के लिए कोई खास विषय कोई विशेष अध्ययन जहां आपको लगता हो कि अधिक लिखने की आवश्यकता हो जहां आप अधिकतर ज्यादा लिखते हो साक्षात्कारदाता यह तो आपके विषय में रुचि पर निर्भर है उदाहरण के लिए यदि विषय उद्यमिता के मूल है और यदि आप उसे पसंद करते हैं जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पर उसे पसंद करता हूं तो ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़े ज्यादा प्रश्न और उत्तर नोट करूंगा उस विषय की अपेक्षा जिसमें मेरी रुचि नहीं है तो यह विषय पर निर्भर होता है साक्षात्कारकर्ता विषय और आपकी रूचि साक्षात्कारदाता रुचि साक्षात्कारकर्ता बढ़िया क्या आप हमें अपनी परीक्षा की तैयारी की प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं कल्पना कीजिए कि आपकी परीक्षा कल है और उसके पहली रात से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आप कौनसी क्रियाएं करेंगे साक्षात्कारदाता तो हां मैं पुस्तकें पढ़ने की बजाए ज्यादा वीडियो देखना चाहूंगा मैं विषय के लिए उपयुक्त वीडियो देखकर उनसे लिखकर नोट्स तैयार करूंगा और फिर उसका अध्ययन करूंगा साक्षात्कारकर्ता तो वीडियो देखना एक क्रिया हुई साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता आप वीडियो कहां पर ढूंढते हैं साक्षात्कारदाता यूट्यूब और बहुत सारी साइट्स पर यह मिल जाते हैं साक्षात्कारकर्ता इसका मतलब है साक्षात्कारदाता जब मैं एसएनएपी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो मैंने "हिटबुल्सआई" नाम की साइट के माध्यम से तैयारी करी थी साक्षात्कारकर्ता हिटबुल्सआई साक्षात्कारदाता हाँ जहां पर उपयुक्त सामग्री उपलब्ध थीl साक्षात्कारकर्ता और आप यह भी कह रहे हैं कि आप वीडियो के साथ एक नोटपैड या नोटबुक भी रखते हैं साक्षात्कारदाता हां वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त होता था उसे मैं नोट कर लेता था और बाद में उनका अध्ययन करता थाl साक्षात्कारकर्ता बहुत खूब वीडियो के अलावा क्या आप अध्ययन की प्रक्रिया में कुछ और भी प्रयोग में लाते हैं कल्पना कीजिए कि आप वास्तव में बैठकर तैयारी कर रहे हैं आपका लैपटॉप खुला हुआ है और आप वीडियो देख रहे हैं क्या आप लैपटॉप के अलावा अध्ययन के लिए किसी और चीज को भी प्रयोग कर रहे हैं साक्षात्कारदाता मेरे पास एक छोटी सी नोटबुक है जिसमें मैं वीडियो से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान नोट करता हूं और मैं से नोट्स का प्रयोग करता हूं जिन्हें मैं महत्त्वपूर्ण नोट्स के लिए निकालता हूँ साक्षात्कारकर्ता और कुछ नहीं ना साक्षात्कारदाता नहीं साक्षात्कारकर्ता मेरे ख्याल से इतना काफी है धन्यवाद Interviewee Thanks साक्षात्कारदाता धन्यवाद साक्षात्कारदाता मेरा नाम कुणाल है और मैं आई एंड ई के प्रथम वर्ष में हूं साक्षात्कारकर्ता और आपका कॉलेज साक्षात्कारदाता एसआईबीएम सिंबायोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट साक्षात्कारकर्ता क्या आप मुझे अपनी उम्र बता सकते हैं साक्षात्कारदाता मैं 22 साल का हूं साक्षात्कारकर्ता तो कुणाल आपके लिखने और अध्ययन से संबंधित कुछ सवाल आपके अनुसार आप प्रायः कितना लिखते हैं साक्षात्कारदाता नोटबुक पर साक्षात्कारकर्ता हां कहीं पर भी साक्षात्कारदाता प्रतिदिन साक्षात्कारकर्ता रोज साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता बहुत अच्छा आप अधिकतर कब लिखते हैं और क्या लिखते हैं साक्षात्कारदाता व्याख्यान के दौरान तो मैं अपना लैपटॉप साथ लेकर जाता हूं तो मैं उसी पर नोट्स बना लेता हूं या यदि मेरे पास कोई विचार है जो कि कभी भी आ सकता है तो मैं एक छोटा सा नोटपैड प्रयोग करता हूं जो कि मैं अपने बैग में रखता हूं तो मैं अवश्य ही उनको लिखता हूं उन मुख्य बिंदुओं को जिनको मैं महत्वपूर्ण समझता हूं और जिनकी भविष्य में जरूरत पड़ेगी मैं इन सब बंधुओं को नोटबुक में लिखता हूंl साक्षात्कारकर्ता तो मूलतः आप लिखने के लिए या तो अपनी नोटबुक का प्रयोग करते हैं साक्षात्कारदाता या अपना लैपटॉप साक्षात्कारकर्ता आपका लैपटॉप साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता कक्षा के वातावरण के अलावा भी कहीं पर आप लिखते हैं साक्षात्कारदाता हां जैसा की मैंने अभी बताया नोटबुक पर साक्षात्कारकर्ता नहीं मेरा वह मतलब नहीं था कक्षा के अलावा आप कहीं और नहीं लिखते साक्षात्कारदाता मैं कोरा पर काफी सक्रिय हूं तो मैं कभी कभी कोरा पर लिखता हूं हालांकि यह बहुत कम है पर हां कभी कभी मैं ऐसा करता हूं साक्षात्कारकर्ता क्या आप हमें परीक्षा की तैयारी कि अपनी प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं कल्पना कीजिए कि आपकी परीक्षा कल है और आप एक रात पहले तैयारी कर रहे हैं तो आपकी प्रक्रिया क्या रहेगी साक्षात्कारदाता परीक्षा के लिए मैं व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने की कोशिश करता हूं किसी भी प्रश्न के लिए मैं मूल्यांकन करने की कोशिश करता हूं की उसका समाधान क्या हो सकता है फिर मैं पहले संक्षेप में लिख लेता हूं और फिर विस्तारपूर्वक लिख लेता हूं साक्षात्कारकर्ता आप पढ़ने के लिए किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करते हैं आपके चारों तरफ किस प्रकार का सामान होता है साक्षात्कारदाता प्रतियोगी परीक्षा के लिए साक्षात्कारकर्ता किसी भी परीक्षा के लिए साक्षात्कारदाता रिफरेंस पुस्तकें वेबसाइट जो मुझे किसी विषय के बारे मैं अधिक ज्ञान या विस्तृत दृष्टिकोण दे सकती हूं या कुछ शिक्षा संबंधी पोर्टल जो कि अधिक ज्ञान या छोटे या जुगाड़ वाले तरीके बताते हैं साक्षात्कारकर्ता ठीक है यह तो आपके द्वारा प्रयोग किए जा रही सबसे सामान्य चीजें हो गई आपने बताया था कि आप नियमित तौर पर नोट्स बनाते हैं तो क्या आप परीक्षा की तैयारी के दौरान नोट्स का प्रयोग भी करते हैं साक्षात्कारदाता कभी कभी करता हूं साक्षात्कारकर्ता आपके द्वारा नोट्स का प्रयोग करना क्या किसी बात पर निर्भर करता है साक्षात्कारदाता मान लीजिए कि जो परीक्षा मुझे कल देनी है वह विषय मुझे मुश्किल लगता है तो मैं पहले दिन से जितने नोट्स तैयार किए हैं उनको पढ़ लूँगा यदि कोई विषय बहुत ही व्यवहारिक है तो मैं वेबसाइट पर जाकर भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान लेना चाहूँगा जिससे मैं उन वेबसाइट से सीखे कुछ उदाहरण अगले दिन की परीक्षा में लिख पाऊँ साक्षात्कारकर्ता कल्पना कीजिए कि आप केस वाली वेबसाइट और ऑनलाइन पाठन सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय क्या आपको उसे समझ कर नोट्स लिखने की जरूरत महसूस नहीं होती साक्षात्कारदाता मैं उन उदाहरण के मुख्य शब्द लिख लेता हूं मान लीजिए मुझे टाटा की केस स्टडी मिली और उसका एक पैराग्राफ कल की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो मैं उसको एक या दो पंक्ति के छोटे पैराग्राफ में लिख लेता हूं जिससे कि मुझे पूरा उदाहरण अगले दिन याद आ जाए और इससे मुझे परीक्षा में उसे लिखने में मदद मिलती है साक्षात्कारकर्ता परीक्षा में साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारदाता मेरा नाम अमृता है मैं एक इंजीनियर हूं और मैं यहां एसआईबीएम में एमबीए करने आई हूं साक्षात्कारकर्ता क्या आप अपनी उम्र हमें बता सकती हैं साक्षात्कारदाता हां मैं 23 वर्ष की हूं साक्षात्कारकर्ता अमृता बस कुछ सवाल आपकी लिखने और अध्ययन की प्रक्रिया पर आपके हिसाब से आप प्रायः कितना लिखती है साक्षात्कारदाता करीब 1 साल पहले तक जब तक मैंने अपनी इंजीनियरिंग कर रही थी तब तक मैं करीब रोज लिखती थी और अब दो से तीन दिन में एक बार ऐसा करती हूं साक्षात्कारकर्ता अच्छा दो से तीन दिन में एक बार साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता तो आपको लिखने की आवश्यकता कब महसूस होती है साक्षात्कारदाता अधिकतर कक्षा में या जब मैं नोट्स लिखने की जल्दी में होती हूं और मैं अपना फोन या कोई और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं निकालना चाहती हूं साक्षात्कारकर्ता अच्छा तो आप यह कहना चाह रही हैं कि आप अनेक चीजें जैसे कि नोटबुक और नोटपैड पर लिखती हैं तो आप ज्यादातर किस पर लिखती हैं साक्षात्कारदाता अधिकतर अपनी नोटबुक पर अक्सर वह सबसे प्रमुख होती है साक्षात्कारकर्ता उसके अलावा कहीं और चाहे वह प्रमुख ना भी हो साक्षात्कारदाता शायद सूची टू डू लिस्ट और फिर संभवत मेरी डायरी क्योंकि मैं डायरी लिखती हूं साक्षात्कारकर्ता डायरी भी असली है साक्षात्कारदाता हां यह असली डायरी है साक्षात्कारकर्ता तो आपके पास नोटबुक हैं जिनका प्रयोग आप कक्षा में करती हैं और आप डायरी का भी प्रयोग करती हैं साक्षात्कारदाता हां बिल्कुल सही साक्षात्कारकर्ता क्या आप हमको परीक्षा के लिए तैयारी करने की अपनी प्रक्रिया के बारे में बता सकती हैं कल्पना कीजिए कि आप की परीक्षा कल है और आप एक रात पहले तैयारी कर रही हैं तो आप वास्तव में क्या करेगी साक्षात्कारदाता हां आई एंड ई कोर्स में वैसे तो परीक्षा होती नहीं है परंतु पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में मैं पहले एक बार सब पढ़ लेती थी और फिर अगर मुझे लगता था कि कुछ महत्वपूर्ण है या मुझे किसी रेखाचित्र का अभ्यास करना है तो मैं सुनिश्चित करती थी कि मैं लिखूं और अभ्यास करूं साक्षात्कारकर्ता लिखना साक्षात्कारदाता मेरी तैयारी की प्रक्रिया में लिखना हमेशा एक हिस्सा रहा है साक्षात्कारकर्ता आप किस प्रकार की पाठन सामग्री का अध्ययन करती थी साक्षात्कारदाता या तो हार्ड कॉपी क्योंकि और कॉपी मुझे ज्यादा पसंद थी नहीं तो पुस्तक की लैपटॉप पर सॉफ्ट कॉपी साक्षात्कारकर्ता आप आपका सॉफ्ट कॉपी की बजाय हार्ड कॉपी को अधिक पसंद करने के पीछे कोई विशेष कारण है साक्षात्कारदाता मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरी आंखों की दृष्टि मेरा मतलब है की हार्ड कॉपी को पढ़ना मेरे लिए ज्यादा आसान होता था साक्षात्कारकर्ता हार्ड कॉपी साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता नोट्स लिखने और पढ़ने के अलावा भी आप किसी और चीज का प्रयोग तैयारी के दौरान करती थी साक्षात्कारदाता इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में मैं ऑडियो टेप्स भी सुन लेती थी हां तो यह भी एक चीज है साक्षात्कारकर्ता तो जब आप यह टेप्स सुनती थी तो क्या आपका फिर से लिखने का मन करता था साक्षात्कारदाता हां मैं महत्वपूर्ण बातें लिखना पसंद करती थी जिससे दोबारा जरूरत पड़ने पर मैं बजाय फिर से टेप्स सुनने के अपने नोट्स देखना ज्यादा पसंद करूंगी साक्षात्कारकर्ता तो आपको अपने व्यक्तिगत नोट्स प्रयोग करना अधिक पसंद है साक्षात्कारदाता हां मेरे नोट्स हां मैं उनका प्रयोग करती हूं साक्षात्कारकर्ता जैसा कि आपने बताया कि आप बहुत सारे नोट्स लिखती हैं और उनका प्रयोग भी करती हैं तो क्या आप यह नोट्स किसी और से सांझा करती हैं साक्षात्कारदाता हां मैं अपने दोस्तों अपने बहुत क़रीबी दोस्तों के साथ सांझा करती थी और असल में अब मैंने अपने जूनियर्स से उन्हें साझा किया है क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगे थे तो मैंने उन्हें दे दिएl साक्षात्कारकर्ता क्या आप नोट्स की हार्ड कॉपी या नोटबुक्स देती थी या किस प्रकार सांझा करती थी साक्षात्कारदाता मैं उसे 1 साल के बाद दे दे देती थी मतलब तुरंत नहीं देती थी क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझे अपने लिए उनकी जरूरत पड़ सकती थी पर 1 साल या कुछ साल के बाद मुझे सांझा करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी साक्षात्कारकर्ता तो आपको साझा करने में कोई दिक्कत नहीं है पर क्या कभी आपको लगता है की वह नोट्स और नोटबुक्स आपके पास अभी होते तो आपको बहुत मदद मिल जाती साक्षात्कारदाता शायद ऐसा हो सकता है परंतु मेरे हाथ में अपने सारे नोट्स का होना हमेशा संभव नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम किसी और को तो उनसे फायदा हो रहा है और यह मेरे लिए ठीक है साक्षात्कारकर्ता बहुत खूब साक्षात्कारदाता बहुत बहुत धन्यवाद साक्षात्कारदाता हेलो मेरा नाम शुभम कौशल है मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और यहां एसआईबीएम में मैं आईटी में एमबीए कर रहा हूं साक्षात्कारकर्ता एसआईबीएम अच्छा क्या मैं आपकी उम्र जान सकता हूं साक्षात्कारदाता 22 साक्षात्कारकर्ता 22 बहुत अच्छा शुभम आपके लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया के बारे में कुछ प्रश्न आपके अनुसार आप प्रायः कितना लिखते हैं साक्षात्कारदाता वास्तविकता में बताऊं तो मैं रोज लिखता था साक्षात्कारकर्ता रोज अच्छा आप सबसे अधिक कब लिखते हैं साक्षात्कारदाता असल में जब भी मेरे दिमाग में कोई विचार आता है मैं उसे लिख लेता हूं साक्षात्कारकर्ता क्या आप कक्षा में अध्ययन करते हुए भी लिखते हैं साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता आप लिखने के लिए अधिकतर कौनसी सामग्री या माध्यम का प्रयोग करते हैं जो आपका अपना है साक्षात्कारदाता जो भी बोला जा रहा है मतलब जो भी शिक्षक बोल रहे हैं साक्षात्कारकर्ता नहीं मैं पूछ रहा हूं कि आप कहां लिखते हैं साक्षात्कारदाता नोटबुक साक्षात्कारकर्ता नोटबुक साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता लिखने के लिए किसी और माध्यम का भी प्रयोग करते हैं साक्षात्कारदाता नोटबुक नोटपैड साक्षात्कारकर्ता ठीक है क्या आप हमें परीक्षा के लिए तैयारी करने की अपनी प्रक्रिया के बारे में बता सकते हैं कल्पना कीजिए कि आप की परीक्षा कल है तो आप उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे साक्षात्कारदाता मैं कोर्स पूरा पढ़ने की कोशिश करूंगा यदि दो पाठ आने वाले हैं तो मैं कोशिश करूंगा साक्षात्कारदाता ठीक है यदि मेरे पास दो पाठ है तो मैं पूरी तरह से पहले और दूसरे को पढ़ लूंगा मैं लिखूंगा नहीं मैं सब कुछ दोहरा कर याद करता हूं और यही मेरा पढ़ने का तरीका है साक्षात्कारकर्ता तो मूलतः आप यह कहना चाह रहे हैं कि आप पढ़ते थे साक्षात्कारदाता हां मैं पढ़ता था और साथ में समझता था पर लिखता नहीं थाl साक्षात्कारकर्ता समझना तो आपके अध्ययन में लिखना शामिल नहीं था साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता तो आप कहां से अध्ययन करते थे साक्षात्कारदाता पुस्तकों और इंटरनेट सेl साक्षात्कारकर्ता तो आप दोनों का प्रयोग करते थे हार्ड कॉपी मैं पुस्तकें और साक्षात्कारदाता और सॉफ्ट कॉपी साक्षात्कारकर्ता इंटरनेट भी साक्षात्कारदाता हां साक्षात्कारकर्ता पुस्तकों और इंटरनेट के अलावा भी कोई और चीज आपको पढ़ने में मदद करती थी साक्षात्कारदाता पीपीटी इत्यादि इंटरनेट से नहीं बल्कि शिक्षकों से पीपीटी उनका प्रयोग मैं करता था साक्षात्कारकर्ता परीक्षा की तैयारी करते समय क्या आपको लिखने की आदत है साक्षात्कारदाता नहीं साक्षात्कारकर्ता तो आप बोलकर पढ़ते हैं और समझते हैं मेरे हिसाब से आपके साथ यही है साक्षात्कारदाता सही है धन्यवाद साक्षात्कारदाता मेरा नाम निखिल है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मैं बीआईटी किया है और अब मैं एसआईबीएम पुणे से एमबीए कर रहा हूं साक्षात्कारकर्ता धन्यवाद निखिल आपके अध्ययन और लिखने के बारे में कुछ प्रश्न आपके हिसाब से आप प्रायः कितना लिखते हैं साक्षात्कारदाता अभी कॉलेज में हमारे ऊपर कोर्स से संबंधित बहुत कार्यभार है और साक्षात्कारकर्ता मुझे आप के अध्ययन के अनुभव को जानना है साक्षात्कारदाता इसके अलावा मैं बहुत अधिक नहीं लिखता हूं साक्षात्कारकर्ता तो आप बहुत ज्यादा नहीं लिखते हैं परंतु जब कभी भी आप लिखते हैं किस वातावरण में या संभवत कब आप लिखते हैं साक्षात्कारदाता कभी कभार वास्तव में अध्ययन करते समय मैं नहीं लिखता हूं इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जैसे कि अगर मैं किसी प्रकार का फार्मूला याद कर रहा हूं तब क्योंकि वह बहुत बड़ा फार्मूला है शायद मैं उसे बार बार लिखूं अन्यथा नहीं साक्षात्कारकर्ता तो आप किसी प्रकार की कॉपी क्लास में लेकर जाते हैं साक्षात्कारदाता मेरे पास एक है पर वास्तव में मैं नोट्स नहीं लिखता हूं मैं सुनना पसंद करता हूं साक्षात्कारकर्ता क्या आप परीक्षा के लिए तैयारी करने की अपनी प्रक्रिया के बारे में हमें बता सकते हैं साक्षात्कारदाता हां परीक्षा के लिए मैं शायद वीडियोस देखूंगी यदि मुझे कोई ऑनलाइन वीडियो मिलेंगे विद्यालय में आपके पास हमेशा पुस्तकें होती हैं वहां पर स्थिति दूसरी होती है परंतु कॉलेज में हमारे पास बहुत सारे विकल्प नहीं होते हैं तो प्रोफेसर हमको जो पीपीटी देते हैं उनका प्रयोग हम करते हैं अन्यथा मुझे इंटरनेट वीडियो पर जाना पसंद है एनपीटीईएल में हर विषय पर वीडियो होते हैं मैं उनका प्रयोग कर लेती हूं परंतु असल में मैं लिखती नहीं हूं साक्षात्कारकर्ता तो आप वाकई में नहीं लिखती हैं साक्षात्कारदाता वीडियो या प्रेजेंटेशन देखने के बाद या कुछ पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे वह एक तरीके से याद हो जाता है मैं उसका करीब 80 से 90 प्रतिशत अपनी याददाश्त में रख पाती हूं तो मुझे बाद में जैसे की परीक्षा से आधा घंटे पहले उसे संक्षेप में ही देखना पड़ता है साक्षात्कारकर्ता तो आप वीडियो अधिकतर इंटरनेट और अपने शिक्षकों या प्रोफेसर द्वारा सांझा की हुई सामग्री से काम चलाती हैं साक्षात्कारदाता नहीं ऐसा पूरी तरह से नहीं है वह अधिकतर बड़ी प्रेजेंटेशन साझा करते हैं जो उनकी खुद की होती हैं उन्हें में पढ़ती हूं परंतु इसके अलावा अगर मुझे कोई विषय जो कि काफी सैद्धांतिक है को अच्छे से समझना है तो मैं खुद से वीडियो ढूंढ लेती हूं जैसे कि एनपीटीईएल जो कि एक राष्ट्रीय प्लेटफार्म है के वीडियोस आप किसी भी विषय खासकर तकनीकी विषय पर वह ढूंढ सकते हैं तो मैं वहां पर तकनीकी विषय के वीडियो ढूंढती हूं मैं उन्हें देखती हूं वहां पढ़ाने वाले आईआईटी के प्रोफेसर होते हैं जो कि विषय की एक झलक देते हैं अधिकतर आधे घंटे के वीडियो होते हैं परंतु विषय को काफी विस्तार पूर्वक समझाते हैं तो मेरा यह तरीका है साक्षात्कारकर्ता मेरे ख्याल से इतना काफी है साक्षात्कारदाता धन्यवाद